कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी में व्याख्यानों की श्रंखला में वापस से स्वागत है तो आज हम दूसरे सप्ताह के चौथे व्याख्यान में हैं पिछले व्याख्यान में यदि आपको याद हो हमने इस बारे में चर्चा की या चर्चा की शुरुआत की कोशिका संवर्धन सुविधा में प्रारूप और विन्यास की और वहां पर कुछ बिंदु हैं जो कि आपको दिमाग में रखने हैं तो आज हम क्या करेंगे आज हम वापस से बस पहले विन्यास को अपने सामने रखते हैं और उन घटकों को जोड़ना जारी रखेंगे जिनकी आवश्यकता होगी हम सप्ताह 2 के व्याख्यान 4 में हैं कोशिका संवर्धन सुविधा के प्रारूप और विन्यास और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हम मान लेते हैं कि आप जानते हो यह हमारा कार्य का स्थान है कुछ इस तरह से मान लीजिए कि यह प्रवेश है इसे बदलते हैं यह कोने में हो सकता है तो अब यदि आप प्रवेश को कोने में कर सकते हैं या यहां कहीं बाहर इस तरफ पर इस तरफ में तब आप के कुछ फायदे हैं तब आप की हवा बहती है या हवा की धारा एक तरफ रहेगी लेकिन फिर भी यह आपकी पसंद नहीं है आपको बस एक कमरा मिलेगा और वास्तव में आपको सुविधा स्थापित करनी होगी अथवा दो कमरे जो भी हो आप वास्तव में एक बने हुए कमरे में काल्पनिक काम नहीं कर रहे हैं तो आपने जिस बारे में बात की है वह या तो अंदर है तो चलिए हम कमरे के चारों कोनों को ए बी सी डी मान लेते हैं और हमने इस कोने के बारे में बात की जहां आपके पास या तो आई 1 अथवा यह कौन है आई 2 हैं जहां आप संभवत इनक्यूबेटरो को रखेंगे एवं आपके पास कुछ इस तरह से एक काउंटरटॉप होगा इस तरह से आपके पास पर्याप्त सतह क्षेत्र होगा कुछ इस प्रकार से और इसी के बगल में आपको एक गैस सिलेंडर रखने है आपके पास गैस सिलेंडर के लिए स्थान है और जाहिर है अगर आप इनक्यूबेटर को ऐसे ही रख रहे हैं इसलिए मेरे पास काम करने वाली बेंच का थोड़ा और हिस्सा होगा जैसे कि यहां तो दरवाजा संभवतः इस इनक्यूबेटर की दिशा में खुल जाएगा अथवा इस दिशा में ही निर्भर करता है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस साइड टेबल का कितना क्षेत्र बनाने जा रहे हैं और यदि आप यह भारत में कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें की इस काउंटरटॉप की ऊंचाई जिसको आप विकसित कर रहे हो औसत भारतीय ऊंचाई के साथ मेल खानी चाहिए जो कि लगभग है आप जानते हो कुछ 80 सेंटीमीटर अथवा कुछ मेरा मतलब वो जगह है जहां आपको करना है तो आपने बस इसके माध्यम से देखा क्योंकि कभी कभी हम उन चीजों को बहुत ऊंचा कर देते हैं और इसके कुछ अपने ही मुद्दे हैं ठीक तो अब मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं जैसे कि यह स्थान इनक्यूबेटर के लिए हैं और हमने उस दरवाजे के बाहर के बारे में बात की या यहाँ कहीं बाहर आपके पास अतिरिक्त सिलेंडर के लिए जगह होगी ताकि यह नीचे न गिरे और सिलेंडर को अंदर और बाहर ले जाने के लिए आपको एक सिलेंडर और सिलेंडर ट्रॉली की आवश्यकता होती है और कुछ इस तरह से अनुकरण करना पसंद किया यदि आप सिलेंडर लेते हैं आपको सिलेंडर को इस पर ले जाना है जो एक मार्ग का अनुसरण करता है प्रयोगशाला के केंद्र को ना मिलाएँ पूरा सतह क्षेत्र जो आपके पास है तब मैंने आपको बताया कि आपके पास नाइट्रोजन डिवार होंगे हमारे पास दो नाइट्रोजन डिवार होने चाहिए एक सेल लाइंस का भंडारण करने के लिए एक अन्य तरल नाइट्रोजन लाने के रूप में क्योंकि वह इस मूल सामान को हर बार नहीं ले जा सकता तो आपके पास एक स्थान होना चाहिए क्योंकि हर दिन आपको नाइट्रोजन की भरपाई करनी होगी इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि आप नाइट्रोजन भंडारण कहां करना चाहते हैं अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शॉवर के साथ एक सिंक भी चाहिए होगा यह एक आवश्यकता है जिसे हमें करना है तो आप शायद चाहते हैं कि आपके यहाँ कहीं एक सिंक हो इससे पहले कि आप मेनफ्रेम में प्रवेश करें जो कि आप एक सिंक और एक शॉवर चाहते थे अब यहां एंट्री पोर्ट हैं आप यहाँ एक के बाद एक दरवाजे के 2 सेट कर सकते हैं एक यहां एक यहां दरवाजों के 2 सेटों का कारण मैं आपको बता रहा हूं यह दरवाजा एक है यह दरवाजा दो है तो आप यहाँ आते हैं आप कहते हैं कि आपको यहाँ एक जूता रैक रखना होगा जहां आपके जूते रहेंगे और आपको लैब कोट टांगना होगा अथवा लैब गाउन जिसका भी आप अनुसरण करते हो तो आपके पास एक हैंगर होना चाहिए और सब कुछ लैब कोट अथवा लैब गाउन के लिए फिर आपके पास मास्क के लिए जगह होनी चाहिए और विशेष रूप से वे लोग जिनके बाल झड़ते हैं भले ही किसी जेंडर के हो इसके के बावजूद टोपी लगानी चाहिए तो इसके बजाय सिर की एक टोपी हो और यह इस तथ्य के बावजूद एक अच्छा अभ्यास है कि आपके बाल झड़ रहे हैं या नहीं सिर पर टोपी लगाने के लिए और फिर यहाँ दस्ताने और सब कुछ डालने के लिए और आपको यहाँ एक कचरे का डब्बा रखना चाहिए क्योंकि अधिकांश बार ये डिस्पोजेबल सामान होंगे आपके दस्ताने और यह सभी चीजें इसलिए आपके पास एक कचरे का डब्बा होना चाहिए जिसे हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए जबकि अगर आप यहां प्रवेश कर रहे हैं तो आप तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और आप मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हैं तब आप जो कहलाता है एक विंड कर्टन को वरीयता देते हैं जो कि एक विंड कर्टन होगा जो आप जानते हो वहां इस तरह से घूम रहा होगा नीचे से यह विंड कर्टन बहुत ही प्रभावशाली टूल हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली को दूषित करने के लिए कोई अनावश्यक सामग्री प्रकार इसके माध्यम से न जाए अब कुछ लोग जो करते हैं वे कुछ बहुत दिलचस्प करते हैं वे इस तरह के हैं आप जानते हो प्रयोगशाला को 2 भागों में विभाजित करें मेनफ्रेम के साथ इस तरह 2 स्तर पर तो यह इस पर है उदाहरण के लिए कहें जो आपको चाहिए तो वे आप इसे एक कांच का बना सकते हैं अथवा कुछ या आप इन दीवारों का भी उपयोग अपने भंडारण के लिए कर सकते हैं अथवा अन्य प्रयोजन या आप इस मेज पर एक सूक्ष्मदर्शी रख सकते हैं मान लीजिए कि आप पूरी सुविधा को 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं उदाहरण के लिए कहे यह बाहरी संवर्धन कक्ष है और कहे तो यह भीतरी संवर्धन कक्ष मैं आपको बताता हूं कि हमारे संवर्धन कक्ष में इस तरह का सीमांकन क्यों आवश्यक हो सकता है अब उदाहरण के लिए देखें तो आपके पास एक सिंक और शॉवर होना चाहिए मैंने पहले ही उल्लेख किया है तो उदाहरण के लिए कहे जैसे आप इस द्वार से प्रवेश कर रहे हो आप सभी तैयार हो जाओ तो यह अंदर है मैं ड्रेसिंग क्षेत्र दिखा रहा हूं आप सभी तैयार हो जाओ फिर अगली चीज आप प्रयोगशाला के अंदर प्रवेश करें तो यहाँ हैं मैंने बस एक छोटी सी गलती की दस्ताने ना पहने जब आप प्रवेश कर रहे हैं सबसे पहले दस्तानों को अपने लैब कोट में रखें सिंक के पास आए अपने हाथ धो लें और आपको यहां कीटाणुनाशक के लिए जगह चाहिए और एक बार आप जो कर चुके हैं अपने हाथों को पोंछ लो आप यहां पर दस्ताने रखो इसलिए वह यहाँ से दस्ताने ले जाता है और वह यहाँ दस्ताने पहनता है अब आप पूरी तरह से तैयार हो आप जानते हो सुविधा में प्रवेश करें और कृपया व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करें नजर रखें ज्यादा नजर जैसा आप जानते हो यह एक ऐसी चीज है जिसका आपको निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए अगर आपकी तबियत ठीक नहीं है तो बेहतर है या दृढ़ता से सलाह है कि सुविधा के अंदर ना जाएं यदि आपको संक्रमण है तो किसी अन्य सुविधा में ना जाएं क्योंकि आप अपने सहयोगियों का काम बिगाड़ सकते हैं इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है बस सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं आपने अपने बारे में आवश्यक देखभाल की है क्योंकि हम प्रमुख स्रोत हैं या कर्मी प्रणाली में संदूषण का प्रमुख स्रोत हैं ठीक तो यह वह जगह है जहां आप के कीटाणुनाशक और सभी कुछ है उदाहरण के लिए देखें आपकी प्रयोगशाला में एक प्राइमरी कल्चर की आवश्यकता है तो जहां पर आपको जंतु विच्छेदन करना है जाहिर है जंतुओं के विच्छेदन पर अनिवार्य रूप से मतलब है कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में सर्जरी एनेस्थीसिया सर्जरी शामिल होगी इसलिए जो कई बार संदूषण का स्रोत हो सकता है या कई बार यह संदूषण का स्रोत हो सकता है तो यह करने के लिए कि आप एक सुविधा लेना पसंद करेंगे एक तरह से अलग करना इस प्रकार से कि आप अपने संदूषण के मामलों को कम कर सकें अथवा आप बेहतर तरीके से अपनी सफाई बनाए रखें तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं उदाहरण के लिए कहे आपकी प्रयोगशाला व्युत्पन्न ऊतकों पर काम करती है मस्तिष्क के ऊतकों या हृदय की मांसपेशी या आप कंकाल की मांसपेशी या यकृत ऊतक या किसी अन्य ऊतक को जानते हैं मूषक या चूहों से इसलिए सबसे अच्छा विचार यह है कि उदाहरण के लिए कहें तो यह सभी मूषक और चूहे सभी कुछ अलग प्रकार के वजनों में आते हैं और सभी कुछ तो सबसे पहले वे एनिमल हाउस से आते हैं तो आपके पास एक नामित एनिमल हाउस होना चाहिए और यह कहते हुए मुझे यहां उल्लेख करने दें आपको किसी भी प्रकार के जंतुओं के अध्ययन के लिए आवश्यक नैतिक मंजूरी की जरूरत है तो नैतिक मंजूरी का अनिवार्य रूप से मतलब है कि आपकी संस्था के पास एक भाग होना चाहिए जिसके पास अनिवार्य रूप से एक पशु चिकित्सक हो जो आपको यह बताने के लिए प्रमाणित है जंतुओं का बलिदान करने की नैतिक पद्धति क्या है बुनियादी नियम और मानक और विनियमन क्या हैं और जिस पर समर्थित मोहर लगी है विशिष्ट सरकारी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अथवा सरकारी व्यक्तियों द्वारा जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया है यह आपकी संस्था द्वारा या कुछ और तो पशु नैतिकता के बारे में एक संपूर्ण प्रोटोकॉल है इसलिए नैतिक मंजूरी बहुत जरूरी है तो जो जहां और जो ऐसा है जहां संस्थान आप समिति के लिए देख रहे हैं जो नैतिक मंजूरी का ख्याल रखता है तो आपने उन सभी चीजों को किया है जो मैं एक मिनट के लिए मानता हूं और आप अपने जंतुओं को अपनी सुविधा में लाएँ तो उदाहरण के लिए तो वाकई में अब जंतु सभी लैब कोट और अन्य चीजों से नहीं गुजरेंगे बस आप एक सीधे ला रहे हैं तो यह एक पकड़ने वाला वाक्यांश है तो आपको वह जंतु मिल रहा है जिसे आपको विच्छेदित करना है तो इन तथ्यों को जानना तो आपने तय किया है कि लैब 2 भागों में विभाजित है तो आपके पास क्या हो सकता है कि आप यहां प्रवेश करें या छोड़ दें तो आप संभवतः यहाँ से बाहर हो सकते हैं या इस कोने में शायद एक बेहतर विचार है इस कोने में कहीं जहाँ मैं छायांकन कर रहा हूँ अब आपके पास एक लमाइनर फ्लो हुड अथवा छोटा लमाइनर फ्लो हुड हो सकता है तो लमाइनर फ्लो हुड क्या है लमाइनर फ्लो हुड अनिवार्य रूप से आयताकार या परिपत्र संरचना है जो हवा फेंकता है तो कुछ इसके जैसा इसका मतलब है कि इसे आरेखित करें और यह अधिक समझ में आएगा तो उदाहरण के लिए कहें मैं यहां एक बॉक्स तैयार कर रहा हूं इसके अपने आयाम हैं मुझे उससे नहीं मिला है और कई बार आप तो यह बॉक्स है और यह है तो सभी सतह है कांच के हैं या ज्यादातर आप सिंथेटिक प्लास्टिक पारदर्शी प्लास्टिक को जानते हैं तो 2 तरीके हैं या तो आप इसके पीछे एक एक्सटेंशन देखेंगे या तो यह क्षैतिज हो सकता है या यह एक लंबवत हो सकता है तो इसके शीर्ष पर आपको एक तरह की एक बंद संरचना दिखाई देगा तो जिस तरह से यह काम करता है कि एक हवा का प्रवाह होता है जैसे यह वायु धारा का बल है इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि आप जो भी कर रहे हैं आप प्रणाली को दूषित नहीं कर रहे हैं या हवा का प्रवाह इस तरह से बह सकता है या तो क्रॉस करें या उल्टा तो स्वचालित रूप से हवा का प्रवाह बनाने के लिए आपके पास वे पंखे होंगे जो या तो ऊपर से घूमते हैं या उस तरफ से घूर्णन करते हैं इसमें कई संयोजन क्रमपरिवर्तन संयोजन होते हैं तो आप या तो लंबवत लमाइनर फ्लो हुड या क्षैतिज लमाइनर फ्लो हुड रख सकते हैं और सभी वर्क फ्लो हुड यह लंबवत या क्षैतिज हो सकता है तो लंबवत वाले के पास शीर्ष पर एक अतिरिक्त संयोजन है जहां एक क्षैतिज वाला है साइडों पर या ज्यादातर पिछले हिस्से पर तो कुछ इस तरह से जैसे क्षैतिज वाले काम कर रहे हैं हवा पीछे से आ रही है जो आपको इस तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था जबकि ऊपर से इस प्रकार से आ रहा है तो उदाहरण के लिए कहे यह मेरे सामने एक हुड है या तो हवा ऊपर से इस तरह से आ रही होगी या हवा इस तरह से बाहर आ रही होगी जैसे मुझे थपेड़े मार रही हो तो इस तरह से क्या होगा जो भी काम आप किसी भी तरह का Refer Time 1738 या कुछ भी कर रहे हैं आप जानते हो वह बाहर खींचेगा और ये कमरे इस तरह से दबाव डाल रहे हैं बात की जा रही है आप जानते हो उन से बाहर निकाला ये लगभग एक साफ कमरे की तरह हैं तो पूरी अवधारणा एक साफ कमरे की तरह है तो अगर यह एक लंबवत है जहां हवा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और समस्या यह है कि वे थोड़े लम्बे हैं और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लंबवत वाला बिना किसी परेशानी के सुविधा के अंदर हो क्योंकि उस समय ऐसा होता है मैंने Refer Time 1811 वर्षों के अनुभव के माध्यम से देखा है कि लंबवत लमाइनर फ्लो हुड दरवाजे पर अटक जाता है और आपको कुछ सामान को टुकड़ों में करके अंदर लाने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपको जो भी लमाइनर फ्लो हुड मिल रहा है जहां यह एक लंबवत या क्षैतिज है इसे जगह से मेल खाना चाहिए उन्हें अपने स्थानीय फैब्रिकेटर द्वारा बनाया जाए जो मैंने कई मौकों पर किया है तो वे आपके लगभग होंगे 2 फीट 2 फीट मतलब जानते हैं इस तरह से 2 फीट आपका कार्यकारी क्षेत्र एक व्यक्ति के लिए दो से ढाई फीट तो यह होगा कि यह एक घन होगा दो से ढाई फीट का कुछ इस तरह से एक क्यूबिकल संरचना जैसे दो से ढाई फीट क्यूब जो सबसे छोटे हैं जहां एक व्यक्ति बिना किसी को परेशान किए काम कर सकता है लेकिन इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के बैठने का कोई विकल्प नहीं है क्या होगा अगर आप होशियार हैं तो आप उनमें से 2 को साथ साथ रख सकते हैं इस तरह 2 लोग एक दूसरे को परेशान किए बिना पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से काम कर सकते हैं तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूं जब आप एक से अधिक उपयोगकर्ता होते हैं कुछ लोगों ने ऐसा किया है जो मैंने पहले किया है आपके पास एक क्षैतिज वाला है जो कुछ इस तरह है जहां 2 लोग उस मामले में 2 लोगों द्वारा काम किया जा सकता है उदाहरण के लिए कहे यह पी 1 है यह पी 2 लोग बैठ सकते हैं समस्या केवल यही है दोनों के बीच कोई आड़ नहीं है यह एक ही मेज है जिस पर आप काम कर रहे हैं ठीक इसलिए मैं इसे आपकी पसंद पर छोड़ दूँगा कैसा और किस प्रकार का लमाइनर फ्लो हुड आप चाहते हो लेकिन संक्षेप में लमाइनर फ्लो हुड को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है अपना संदेश बहुत स्पष्ट है एक लंबवत है जहां वह हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है और हवा का प्रवाह बिल्कुल हवा के एक पर्दे की तरह होता है तो हवा इस तरह बह रही है और इस तरह से बाहर और आप बाहर बैठे हो ठीक या दूसरी बात यह है कि सामने से हवा बह रही है पीछे की तरफ से आप सामने क्या देख रहे हैं पीछे की तरफ से हवा आपकी ओर इस तरह से बह रही है जैसा कि आप जानते हैं तो संशोधन हैं सेमी हाइब्रिड जैसी कोई चीज होती है और उन सभी प्रकार की चीजों को लेकिन जटिलता में ना जाए बस यह ध्यान रखें कि आपके पास लमाइनर फ्लो हुड के 2 प्रकार हैं एक लंबवत लमाइनर फ्लो हुड एवं एक क्षैतिज लमाइनर फ्लो हुड और यह कहते हुए आप महसूस करते हैं कि आपको इस लमाइनर फ्लो हुड की आवश्यकता होगी और बस 2 3 मापदंडों के बारे में सावधान रहें जिस आकार को आप आगे देख रहे हैं आकार या आयाम एक सामान्य तुच्छ बात लग सकती है लेकिन यह सीधे आपके दरवाजे की ऊंचाई से संबंधित है यह कितनी हो सकती है तो कभी भी यह तुच्छ लग सकती है आपको इस लमाइनर फ्लो हुड को कमरे के अंदर लाना होगा तो आपको सुनिश्चित करना होगा की मात्र उनके कहने पर कि वे कर सकते हैं निर्माता इसका ध्यान रखेंगे इस पर भरोसा ना करें बेशक निर्माता इसका ख्याल रखें लेकिन वे मरम्मत के मुद्दे हैं इसे बाहर निकालना पड़ सकता है और जो भी हैं तो कई समस्याएं जो इसके माध्यम से आती हैं तीसरा उपयोगकर्ताओं की संख्या और उपयोग की आवृत्ति है कोई लमाइनर फ्लो हुड पर कितने घंटे काम करता है तो लमाइनर फ्लो हुड 2 3 चीजों से इस प्रकार लैस होगा या इस प्रकार से वैसे सामने इसके पास यह एक तरह की आप जानते हैं खिड़की है आपने देखा है कि आप खिड़की को इस तरह बढ़ा सकते हैं उनके पास ऐसे कई विकल्प हैं आप खिड़की को उठा सकते हैं यह एक कांच है इसमें यूवी फिक्सर होगा उसमें ट्यूबलाइट होगी यह प्रमुख फिक्सर हैं और वहां ब्लोअर अथवा पंखों के स्विच होंगे तो उन मॉडलों को खरीदने का प्रयास करें जो कि बहुत सरल है और जो कि एक प्रकार से आप जानते हो यदि आप उन्हें स्थानीय स्तर पर बना सकें तो भाग्यशाली होंगे और अगर आप इस हिस्से को खोलते हैं तो आप फिल्टर जाली देखेंगे आपके पास फिल्टर जाली होगी जिसका काम अशुद्धियों या संदूषित या पदार्थों अथवा धूल या जो कुछ भी है उसे पकड़ कर निकालना है इसलिए आम तौर पर इससे पहले कि आप लमाइनर फ्लो हुड पर काम करना शुरू करें युवी को चालू करना एक अच्छा विचार होगा इसके पहले इसे इस पर आधे घंटे के लिए छोड़ दें आपका पहला कदम आप सतह को अल्कोहल से पोंछते हैं कार्य के पहले और बाद में तो इसका मतलब है कि आपके काम शुरू करने से पहले आप इसे 70 से 100 अल्कोहल के द्वारा अच्छी तरह से पोंछ ले उसके बाद जिस तरह से मैं करने के लिए उपयोग करता हूं मैं अपना अनुभव साझा करूंगा लेकिन मैं यह आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं युवी को चालू करता हूं और इसे आप जानते हो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगा इसके बाद ही मैं पहली बात करता हूं आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि आप उपयोग कर रहे हैं जब यूवी चालू है आंखों पर चश्मा रखें अन्यथा यह आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है तो कृपया अपनी आंखों को खराब ना करें युवी को बंद कर दें पंखा चालू करें या ब्लोवर को बत्तियां चालू करें और सामान्यता आपको यहां कुर्सियां या बैठने की व्यवस्था प्रदान की गई है जहां आप बैठ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं अब आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर ऐसे लोग हैं जो लमाइनर फ्लो हुड के अंदर विभिन्न प्रकार के सामान रखते हैं तो आपको फैसला करना होगा यह परामर्श योग्य है कि लमाइनर फ्लो हुड के भीतर कम से कम सामान रखें लेकिन दोबारा से यह आपके ऊपर है और आपकी टीम को निर्णय लेना है कि आप कौन सी चीजें रखना चाहते हैं लेकिन उदाहरण के लिए कहे यह लमाइनर फ्लो हुड जहाँ हमने शुरू किया था उसे विच्छेदन के लिए रखा जाना चाहिए यदि यह लमाइनर फ्लो हुड विच्छेदन के लिए तो सुविधा में वापस से आते हैं तो हमने निर्णय लिया कि हम एक लमाइनर फ्लो हुड को विच्छेदन के लिए इस कोने में कहीं रखना चाहते हैं ठीक अब यदि आप इसका उपयोग विच्छेदन के लिए करना चाहते हैं तो कुछ पूर्वाकांक्षित चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो मैं क्या करुंगा मैं यहां पर आज की कक्षा को समाप्त करुंगा और अगली कक्षा में इस प्रारूप से यहां तक हम पहुंच चुके हैं यहाँ से फिर से शुरू करेंगे कि क्या विशेषताएँ हैं उस विच्छेदन में आपको उनकी क्या आवश्यकता थी विच्छेदन लमाइनर फ्लो हुड अथवा लमाइनर फ्लो हुड की जिसका उपयोग विच्छेदन के लिए किया जाएगा आपको उस सुविधा के आसपास क्या क्या उपलब्ध कराना आवश्यक है आपका धन्यवाद और इस व्याख्यान को सुनने के लिए धन्यवाद